इस लेक्चर में सभी का स्वागत है यह लेक्चर इस कोर्स का लगभग सेकंड लास्ट लेक्चर है और अब हम उस पॉइंट में पहुंच चुके हैं जहां पर हमने IC's से लेकर MOSFET's तब देखा है उसके बाद ओपएंप और उसके एप्लीकेशन भी देखे हैं तो आईडिया यह है कि जब आपको एक डेटाशीट दिया जाएगा तो क्या आप उस डेटाशीट को खोल कर उसमें दिए गए पैरामीटर्स को समझ सकते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम उस डेटाशीट को देखें और उसमें पैरामीटर्स किस तरीके से दिया गया है वह देखें और फिर क्या हम उस पैरामीटर्स को समझ पाते हैं और क्या हम उस पैरामीटर से रिलेटेड कुछ इक्वेशन या फिर कुछ प्रॉब्लमस को सॉल्व कर पाते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम IC 741 का डाटा शीट देखेंगे जो कि फेयरचाइल्ड कंपनी का है और फिर हम प्रेजेंटेशन के स्लाइड में कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे यदि आप स्क्रीन देखें तो वह LM 741 का डाटा शीट दिखा रहा है उसे हम सिंगल ऑपएंप या सिंगल ऑपरेशनल एमप्लीफायर भी कहते हैं तो सिंगल ऑपरेशन एंप्लीफायर के फीचर्स है क्या है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एक्सीलेंट टेंपरेचर स्टेबिलिटी इंटरनल फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन हाई इनपुट वोल्टेज रेंज और नल ऑफसेट यह सब इस पर्टिकुलर IC के फीचर्स है यदि आप डिस्क्रिप्शन को देखें तो हम यह देखते हैं कि LM 741 सीरीज जनरल परपस ऑपएंप है और उसका इस्तेमाल काफी एप्लीकेशंस में किया जाता है एनालॉग एप्लीकेशन हाई गेन और ऑपरेटिंग वोल्टेज का काफी वाइड रेंज के कारण यह IC इंटीग्रेटर समर या फिर कोई भी जनरल फीडबैक एप्लीकेशन में सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाता है तो यह कुछ पैरामीटर्स है जो डाटा शीट में बताया गया है पर यह सारे पैरामीटर्स नहीं है यह केवल डाटा शीट का पहला स्लाइड है आप देख सकते हैं की 2 IC's है पहला ड्यूल इनलाइन पैकेज DIP और दूसरा SOP है जो कि 8 पिन है वह इसलिए क्योंकि इस ऑपएंप में 8 पिन है यदि मैं अगले स्लाइड की ओर बढ़ता हूं तो हम देखते हैं कि यह IC का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है जो हमने हमारे पिछले क्लासेस में सीखा है 2 इनवर्टिंग है 3 नॉन इनवर्टिंग है 6 आउटपुट है 7 Vcc है 4 Vee या Vcc है 1 और 5 के बीच में ऑफसेट नल है और 8 नॉट कनेक्टेड है तो यह हमारा IC का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है यदि आगे देखें तो आप को स्कीमेटिक डायग्राम दिखेगा जहां पर आपको ऑफसेट और नल दिखेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि इनवर्टिंग टर्मिनल कहां है और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल कहां है आउटपुट को किस तरीके से लिया जाता है और जैसे मैंने कहा है इसमें 4 अलग ब्लॉक्स हैं इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो मदद करेगा ओपएंप को समझने के लिए अब हम इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे क्योंकि वह दूसरा हिस्सा है जहां पर आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि सर्किट circuitको कैसे डिजाइन करते हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशनल एमप्लीफायर का इंटरनल सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं तो यह इस पर्टिकुलर कोर्स का आईडिया नहीं है जो इसमें रुचि रखते हैं वह कैडेंस सीख सकते हैं इसके इस्तेमाल से हम सर्किट डायग्राम या फिर एंपलीफायर के इंटरनल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं और काफी कुछ कर सकते हैं तो जब हम एप्सलूट मैक्सिमम रेटिंग को देखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने क्या देखा सप्लाई वोल्टेज Vcc डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज भी देखा है इनपुट वोल्टेज या आउटपुट शॉर्ट सर्किट ड्यूरेशन पावर डिसिपेशन टेंपरेचर रेंज और फिर शॉर्ट टेंपरेचर रेंज यह सब देखा है तो हमने आपसेल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स पर यह सारे पैरामीटर्स देखे हैं और बाद में जो हम देखते हैं वह इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिकस है तो जो पैरामीटर्स हम इस स्लाइड में देख रहे हैं हम यह भी देखेंगे की इनमें से कुछ पैरामीटर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो अभी जो पैरामीटर है वह है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो आपके पास इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट रेंज है फिर इनपुट ऑफसेट करंट है फिर इनपुट बाएस करंट है यह सब हमने देखा है हमने इनपुट ऑफसेट करंट इनपुट बाएस करंट और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखे हैं फिर इनपुट रेजिस्टेंस है उसके बाद इनपुट वोल्टेज रेंज लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट आउटपुट वोल्टेज स्विंग तो काफी सारे पैरामीटर्स है आगे बढ़ते हुए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशीयो कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो तुरंत याद कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही कॉमन मोड रिजेक्शन रेशीयो के बारे में डिस्कस किया है दूसरा है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशीयो फिर बैंडविड्थ फिर स्लु रेट फिर सप्लाई करंट पावर कंजप्शन भी देखा है तो जो चीज आपने सुनी नहीं है वह आपको जल्दी से ध्यान में आना मुमकिन नहीं है हमने यह देखा है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशीयो को डेसीबल में दिया जाता है बैंडविड्थ को मेगा हर्ट्ज़ में दिया जाता है स्लु रेट को वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में दिया जाता है और पावर कंजप्शन को मिली वोल्ट में दिया जाता है तो यह सारी चीजें हमें पहले ही पता है यदि आप और आगे जाएं तो हम यह टिपिकल परफॉर्मेंस कैरेक्टरस्टिक्स देखते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रिकवेंसी फिर आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट कैपेसिटेंस वर्सेस फ्रिकवेंसी देखते हैं इनपुट बायस करंट वर्सेस एमबीएंट करंट टेंपरेचर पावर कंजप्शन वर्सेस एमबीएंट टेंपरेचर यह भी ओपेंप opamp के परफॉर्मेंस पैरामीटर है जो हम देख रहे हैं जब हम इस प्लॉटस को देखें तो हम समझेंगे की माइनस 20 से लेकर 60 तक इनपुट रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा टेंपरेचर के हिसाब से इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट कैसे चेंज होगा फ्रिकवेंसी के हिसाब से आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा फ्रिकवेंसी के हिसाब से इनपुट रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा तो यह सारे प्लॉटस है दूसरे प्लॉट्स भी हैं जैसे कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वर्सेस एंबिएंट टेंपरेचर इनपुट ऑफसेट करंट एंबिएंट टेंपरेचर के हिसाब से कैसे चेंज होगा फिर हमारे पास है कि इनपुट रेजिस्टेंस एंबिएंट टेंपरेचर के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है फिर है नॉर्मलाइजड DC पैरामीटरस वर्सेस एंबिएंट टेंपरेचर उदाहरण के तौर पर इनपुट रेजिस्टेंस पावर सप्लाई करंट आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट फिर है टेंजेंट रिस्पांस करंट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरस्टिक्स वर्सेस एंबिएंट टेंपरेचर टेंजेंट स्लु रेट क्लोज्ड लूप बैंडविथ फिर आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस एंबिएंट टेंपरेचर भी है फिर स्लु रेट टेंजेंट रिस्पांस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिकस वर्सेस सप्लाई वोल्टेज भी है तो काफी सारे प्लॉट्स है जो हमें समझना होगा जैसे टेंजेंट रिस्पांस हम यहां कॉमन मोड रिजेक्शन रेशीयो वर्सेस फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं तो इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के अलावा हम और क्या समझ सकते हैं इनके अलावा और भी दूसरे पैरामीटर्स है जिन्हें हम मैकेनिकल डाइमेंशंस कहते हैं इनके पैकेजिंग कैसे होता है उदाहरण के तौर पर 8 पिन ड्यूअल इनलाइन पैकेज इसके पिन का साइज क्या है इस IC का साइज क्या है या फिर इस चिप का साइज क्या है इसके बारे में सब कुछ जैसे कि दो पिन के बीच का स्पेसिंग हर एक पिन का साइज उसका लैंथ सब कुछ डाटा शीट में दिया गया है If we go further if we go further यदि हम और आगे जाएं तो SOP के लिए भी सब कुछ दिया गया है ऑर्डर करने के इंफॉर्मेशन भी दिया गया है तो यदि आपको 0 से लेकर 70 तक केटेंपरेचर का इस्तेमाल करना हो तो आप या तो LM 741 8 पिन DIP या फिर 8 पिन SOP का इस्तेमाल कर सकते हैं पर आपको 45 से लेकर 85 डिग्री तक केटेंपरेचर का इस्तेमाल करना हो तो आप को 8 पिन DIP LM 741 इस्तेमाल करना होगा तो यह ऑर्डर करने का इंफॉर्मेशन है तो जब हम IC को ऑर्डर करते हैं तो यह सारे पैरामीटरस के बारे में हमें पता होना चाहिए जोकि आपको डाटा शीट से मिल जाएगा तो जब आप डाटा शीट को समझेंगे तब आप समझ पाओगे कि कौन से IC का ऑर्डर करना है तो ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन भी यहां पर दिया गया है ऑपरेटिंग टेंपरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा दूसरे पैरामीटर्स भी दिए गए हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया है जैसे कि इनपुट बायस करंट टेंपरेचर कंपनसेशन पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशीयो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशीयो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यह सारे पैरामीटर्स भी डाटा शीट में दिए गए हैं फिर ऑपरेटिंग फ्रिकवेंसी क्या है और इनपुट रजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा आउटपुट रेजिस्टेंस एंबिएंट टेंपरेचर के हिसाब से कैसे बिहेव करेगा चीजें कैसे बिहेव करेंगे इन सब के बारे में आप को समझना होगा जब हम IC के बारे में बात करते हैं अब क्योंकि हमने डेटाशीट देखा है यह इसका आखरी भाग है और जैसे कि आप देख सकते हैं डेटाशीट हमें इन सारे पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बारे में बताता है और इसके अलावा मैकेनिकल डायमेंशन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरस्टिक्स के बारे में भी बताता है काफी सारे प्लॉट्स भी है जैसे कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरस्टिक्स फिर हमें समझना होगा कि कैसे हर एक चीज हमें मदद करता है सर्किट के डिजाइनिंग को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्यों समझना होगा इसका क्या इंपोर्टेंस है हमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिप क्यों समझना है इनपुट ऑफ सेट करंट क्यों समझना है तो अब हम देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स है और हम सर्किट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और कैसे यह सारे पैरामीटर्स सर्किट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है अब हम समझेंगे कि कैसे इनपुट बायस करंट एंपलीफायर ऑपरेशन को अफेक्ट करता है हम ऐसे कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे और वह ऑपरेशन को कैसे अफेक्ट करता है यह भी देखेंगे तो पहला इनपुट बायस करंट Ib1 और Ib2 है हमने पिछले लेक्चरस में देखा है कि इनपुट बायस करंट क्या है तो जल्दी से हम उसका एक रीकैप लेते हैं हमें पता है कि ओपेंप का इनपुट इंपेडेंस इनफाई नाईट है ओपेंप के इनपुट में कोई करंट एंटर नहीं हो रहा है पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ करंट इनपुट में एंटर होता है प्रैक्टिकल ओपेंपस में कुछ फ्लो आफ करंट रहता है यह जो थोड़ा सा करंट इनपुट पिंस में फ्लो होता है उसे हम इनपुट बायस करंट कहते हैं टिपिकली 741 के लिए इसका रेट 80 नैनो एंपियर है अब कुछ FET ओपेंपस के इनपुट बायस करंट 1 पीको एंपियर के नीचे रहता है ओपेंप का जो डेटाशीट है वह यह चीज को स्पेसिफाई करता है उसमें इनपुट बायस करंटस Ib1 नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर और Ib2 इनवर्टिंग टर्मिनल पर जो है उसका एवरेज वैल्यू के तौर पर इनपुट बायस करंट डाटा शीट में बताया गया है तो डाटा शीट आपको Ib वैल्यू बताएगा जोकि Ib1Ib22 का वैल्यू है तो यह इनपुट बायस करंट है अब हमें ओपेंप पर बायस करंट का इफेक्टके बारे में समझना होगा तो उसके लिए हम इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे जैसे इस चित्र में दिया गया है तो हम यहां क्या देखते हैं यह R1 R2 है यह इनवर्टिंग एंपलीफायर है यदि मैं KCL याने की किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करता हूं इस नोड पर तुम्हें यह देखता हूं कि I1 का वैल्यू I2Ib1 है याने की I1I2Ib1 है यदि मैं वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई करता हूं तो V V क्योंकि आपका इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है इनवर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उसका वैल्यू और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उसका वैल्यू सेम रहेगा जिस कारण नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड पोटेंशियल पर रहेगा तो V V 0 रहेगा तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और ओहमस लॉ Ohm's law से हमें यह मिलता है कि Iin या I1R1 है यदि आप इसको देखते हो इसके करंट के लिए यह Vin है जिसे हमें V कंसीडर करना होगा तो इसके कारण यह एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाता है हमारे इनवर्टिंग एमप्लीफायर के इक्वेश्चन पर और इस एक्सप्रेशन में जो सेकंड टर्म है Ib1 R2 वह ऑफसेट वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है तो यह काफी इंपोर्टेंट है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इसलिए क्योंकि इतना वोल्टेज हमें एडजस्ट करना होगा आउटपुट को 0 के इक्वल लाने के लिए जब मुझे मेरा एंपलीफायर को बैलेंस करना होगा तो आउटपुट को ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करना है बल्कि मुझे आउटपुट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उसका वैल्यू 0 हो जाए तो हम यहां एनालिसिस कर सकते हैं कि यदि इनपुट कनेक्टेड नहीं है याने की Vin इक्वल टू 0 है तो Vout का वैल्यू भी 0 होना चाहिए पर इनपुट बायस करंट input bias current के कारण 0 इनपुट पर भी हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलता है अब आपको समझ में आया होगा कि यदि मैं दोनों ही टर्मिनल को ग्राउंड करता हूं तब भी मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं है बल्कि मुझे आउटपुट पर कुछ वोल्टेज मिलता है जोकि इनपुट बायस करंट के कारण है तो आउटपुट पर वह वोल्टेज इनपुट बायस करंट के कारण है जिसका टिपिकल वैल्यू ऑपएंप के लिए 80 नैनो एंपियर है तो जब भी इनपुट वोल्टेज यानी कि Vin का वैल्यू 0 है और ऑपएंप का फीडबैक रेसिस्टेंस 1 मेगा ओहम है तो ऑपएंप आउटपुट वोल्टेज Vout प्रड्यूस करता है जिसका वैल्यू 80 नैनो एंपियर इनटू 1 मेगा ओहम जो कि 18 मिली वोल्ट है अब सिगनल लेवल का एप्लीकेशन जिसे हम मिलीवोल्ट पर मेजर करते हैं वह अनअक्सेप्टेबल है तो इसे हम कंपेनसेट कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक ऑपएंप का इस्तेमाल करता हूं सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट डिजाइन करने के लिए सेंसर के लिए जहां पर कोई स्टिम्यलस नहीं दिया गया है तब भी आउटपुट वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि जब भी इनपुट वोल्टेज 0 रहता है तब भी आउटपुट पर वोल्टेज मिलता है और यह वोल्टेज के कारण कुछ करंट भी मिलता है यह वोल्टेज मिलीवोल्ट में मैशर किया जाता है तो यह मिलीवोल्ट के रेंज वाले आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है जब इनपुट वोल्टेज नहीं रहता है तो मान लो यदि मैं सेंसर को कनेक्ट करता हूं तो फिर उस सेंसर को बिना स्टिम्यलस अप्लाई किए ही आउटपुट पर वोल्टेज मिलता है जब वह सेंसर अपना वैल्यू चेंज करता है तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होता है पर जब मैं यह सेंसर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज 0 रहना चाहिए पर मैं यह देखता हूं कि आउटपुट वोल्टेज रहता है जिसके कारण सिस्टम को ऐसे समझ आता है कि कोई स्टिम्यलस मौजूद है जनरली सेंसर का सेंसटिविटी पुअर रहता है जिसके कारण सिस्टम का एक्यूरेसी अफेक्ट होता है तो यह एक उदाहरण है कि किस तरीके से इनपुट बायस करंट एंपलीफायर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है अब सवाल यह है कि यदि मुझे इनपुट बायस करंट के इफेक्ट को कंपनसेट करना हो तो उसे कैसे कर सकते हैं तो आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं की एक तरीका है जिस तरीके से हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को कम कर सकते हैं फीडबैक रजिस्टर R2 को मिनिमाइज करके पर यदि हम फीडबैक रजिस्टर R2 को कम करते हैं तो जो गेन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है तो दूसरा तरीका इस इफ़ेक्ट को कंपनसेट करने का यह की ऑएंप के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल से लेकर ग्राउंड तक हम एक रजिस्टेंस लगा सकते हैं तो ऑएंप के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल यदि हम एक नोन रजिस्टर लगाते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा तो ऑएंप के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर रेसिस्टर लगाने से हमें कैसे मदद करता है तो यहां पर हमें कितना रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना होगा उसके लिए हम नीचे दिए गए चित्र को कंसीडर करते हैं तो यहां जो आपको दिख रहा है जहां पर इनपुट ग्राउंडेड है और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को रजिस्टर R3 से कनेक्ट किया गया अब हम समझ सकते हैं कि इनपुट बायस करंट मौजूद है पर यदि मुझे इस इफ़ेक्ट को निकालना हो या फिर इस इफ़ेक्ट को कम करना हो एंपलीफायर में से तो मैं कैसे कर सकता हूं तो यदि अगर मैं रजिस्टर R3 का वैल्यू R1 पैरेलल टू R2 रखता हूं तो इनपुट बायस करंट के इस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं तो यदि मुझे पता हो कि इनपुट बॉयस करंट क्या है और आखिर में यदि मैं जानता हूं कि मुझे एक इनवर्टिंग एमप्लीफायर का इस्तेमाल करना है तो मैं जानता हूं कि मैं एक रजिस्टर R3 कनेक्ट कर सकता हूं नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के बीच जिसका वैल्यू R1 पैरेलल R2 होगा तो मैं इस इफ़ेक्ट को कंपनसेट कर रहा हूं या फिर एंपलीफायर के आउटपुट से इनपुट बायस करंट का इफेक्ट निकाल रहा हूं तो इस तरीके से हम इनपुट बायस करंट को समझ सकते हैं तो यह पर्टिकुलर मॉड्यूल का अंत है अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे इनपुट ऑफसेट करंट का क्या इफ़ेक्ट है तो अब हमने इनपुट बॉयस करंट का इफेक्ट देखा है अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इनपुट ऑफसेट करंट का क्या इफ़ेक्ट है तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लेक्चर को पढ़िए मैं आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में धन्यवाद